इस व्याख्यान में हम नॉन रेडंडान्त डेटासेट के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे हमें नॉन रेडंडान्त डेटासेट की आवश्यकता क्यों है नॉन रेडुन्डंसे का अर्थ क्या है यह डेटासेट प्रेडिक्शन मॉडल या किसी बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण को कैसे प्रभावित करता है तो पिछले व्याख्यान में क्या आपको याद है हमने आखिरी व्याख्यान में क्या चर्चा की थी छात्र हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल मुख्य रूप से हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल के बारे में सही है तो हाइड्रोफोबिसिस प्रोफ़ाइल क्या है छात्र अनुक्रम बनाम यह एक प्लाट है जो अमीनो एसिड अनुक्रम को जोड़ता है छात्र हाइड्रोफोबिसिटी बनाम हाइड्रोफोबिसिटी मान तो हमारे पास 20 अलग अलग अमीनो एसिड अवशेषों के लिए प्रायोगिक हाइड्रोफोबिसिटी मान हैं जो प्रत्येक अवशेषों के लिए हैं जो आप मान निर्दिष्ट करते हैं और प्लाट का निर्माण करते हैं यदि आप हाइड्रोफोबिसिटी प्लाट का निर्माण करते हैं तो हमें कौन सी जानकारी मिलेगी छात्र तो माध्यमिक संरचनाओं की तरह सही आप कुछ प्रकार के पैटर्न या मोटिफ्स को देख सकते हैं सही तो आप उदाहरण के लिए किसी भी विशिष्ट पैटर्न को देख सकते हैं उदाहरण के लिए अल्फा हेलिस सही या बीटा स्ट्रैंड्स में हाइड्रोफोबिसिटी को बारी बारी से ट्रांसफ़ेम्ब्रेन सेगमेंट वर्चस्व में हाइड्रोफोबिक अवशेषों के साथ और हम कुछ प्रोफाइल देख सकते हैं और हम पैटर्न देख सकते हैं और इन पैटर्नों को किसी भी विशिष्ट संरचना या कार्य से संबंधित कर सकते हैं फिर हमने एम्फीपैथीसिटी के बारे में चर्चा की एम्फीपैथीसिटी क्या है छात्र हाइड्रोफिलिसिटी यह किसी भी एमिनो एसिड अनुक्रम में इस ध्रुवीय और गैर ध्रुवीय अवशेषों की आवधिकता है आप अल्फा हेलिसेस या बीटा स्ट्रैंड्स आदि के मामले में कुछ विशिष्ट आवधिकता देख सकते हैं फिर हमने पैटर्न के बारे में चर्चा की जहां पैटर्न को कुछ प्रतीकों के साथ परिभाषित किया गया है उदाहरण के लिए वर्ग ब्रैकेट सही वर्ग ब्रैकेट का अर्थ क्या है छात्र समावेशी सही आप किसी भी अमीनो एसिड को शामिल कर सकते हैं जो इस वर्ग ब्रैकेट के भीतर दिया गया है उदाहरण के लिए अगर हमारे पास वर्ग ब्रैकेट और AIT है तो इस समूह के भीतर किसी भी अवशेष की अनुमति है यदि यह कर्ली कोष्ठक है तो छात्र अनुमति नहीं है इसलिए जो अवशेष इस कोष्ठक के अंदर हैं उदाहरण के लिए यदि यह D है तो उस विशेष स्थान पर D की अनुमति नहीं है तो इसी तरह आप किसी भी मोटिफ्स को बना सकते हैं या आप किसी भी पैटर्न को देख सकते हैं आप PIR या किसी भी खोज सही का उपयोग करने के लिए डेटाबेस को खोज सकते हैं आप पूरे UniProt सीक्वेंसेस को देख सकते हैं चाहे आप किसी भी विशिष्ट पैटर्न की पहचान कर सकते हैं क्योंकि पैटर्न और मोटिफ्स कई कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं फिर हमने उन प्रोफाइलों के बारे में चर्चा की जहाँ स्थिति विशिष्ट स्कोरिंग मैट्रेस या पोज़िशन वेट मैट्रिक्स है कैसे स्थिति वजन मैट्रिक्स या स्कोरिंग मैट्रिक्स का निर्माण करने के लिए छात्र सर हम फ्रिक्वेंसी लेते हैं आप अवशेषों की आवृत्ति लेते हैं पहले हमें कई अनुक्रम संरेखण की आवश्यकता होती है कई अनुक्रम संरेखण से हम आवृत्ति प्राप्त करते हैं जहां हम आवृत्ति को इस मैट्रिक्स में परिवर्त्तन करते हैं संरेखण मैट्रिक्स सही ओर न्यूक्लियोटाइड्स के मामले में अवशेषों की संभावना के साथ सामान्यीकरण करके या उदाहरण के लिए अमीनो एसिड क्योंकि एक न्यूक्लिक एसिड सही होने की संभावना 025 है एमिनो एसिड अनुक्रम 005 इसलिए हम सूडो गणनाओं का उपयोग कर सकते हैं और अंत में सामान्य कर पाएंगे सही ताकि आपको मैट्रिक्स मिलेगा इसलिए हमने उदाहरण के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों पर चर्चा की प्रेडिक्शन एल्गोरिदम और बॉन्डिंग साइटें सही विभिन्न प्रकार के कार्यात्मक महत्वपूर्ण साइटें और इतियादी इसलिए यदि आप जैव सूचना विज्ञान में कोई विश्लेषण करते हैं तो डेटासेट का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डेटासेट विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यदि आपके पास बहुत अच्छा डेटा सेट है सही तो आप किसी भी भविष्यवाणी विधियों की विश्वसनीयता से संबंधित कर सकते हैं बहुत अधिक है इसलिए क्योंकि परिणाम एक डेटासेट के साथ पक्षपाती हैं इस मामले में एक डाटासेट का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है जो एक दूसरे के साथ रेडुन्ङन्त नहीं हैं इस मामले में रेडुन्डंसे का अर्थ क्या है नॉन रेडुन्डंसे का अर्थ क्या है उदाहरण के लिए यदि दो प्रोटीन अनुक्रम जो एक दूसरे के समान हैं तो आप उदाहरण के लिए 70 प्रतिशत या 80 प्रतिशत के लिए कोई विशिष्ट कटऑफ ले सकते हैं जब 80 प्रतिशत है अनुक्रम A में अनुक्रम B के साथ सही 80 प्रतिशत अनुक्रम समान या समान हैं देखें कि क्या आप इन अनुक्रमों को जोड़ते हैं यह इस क्रम का पूर्वाग्रह पेश करेगा क्योंकि वे इन अनुक्रमों से जो डेटा हमने प्राप्त किया था उससे प्रभावित थे इसलिए इस मामले में हमें पूर्वाग्रह से बचने की आवश्यकता है हमें आपके द्वारा चुनी गई समस्या के आधार पर किसी भी विशिष्ट कट ऑफ पर अनुक्रमों नॉन रेडंडान्त अनुक्रमों का निर्माण करने की आवश्यकता है यदि आपके पास 100000 अनुक्रम हैं सही हमारे पास अधिक संख्या में डेटा है सही तो हम कट ऑफ को कम कर सकते हैं हम 20 प्रतिशत या 30 प्रतिशत उपयोग कर सकते हैं सही जिससे आपको विश्लेषण के लिए पर्याप्त संख्या में डेटा मिलेगा यदि प्रारंभिक डेटा सेट छोटा है तो हमें उस कटऑफ को तदनुसार सेट करने की आवश्यकता है ताकि आपको विश्लेषण के लिए पर्याप्त संख्या में डेटा मिल सके क्योंकि रेडुन्डंसे के लिए यह पूर्वाग्रह पैदा करेगा इसलिए पूरी तरह से नॉन रेडंडान्त के डेटा सेट का निर्माण करना महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए 40 प्रतिशत या कुछ के साथ इसलिए उदाहरण के लिए यहां मेरे पास दो क्रम हैं यह एक अनुक्रम अनुक्रम 1 है और यहां आपके पास एक और अनुक्रम अनुक्रम 2 है यदि आप इन दो अनुक्रमों को लेते हैं तो ऐलेनिन के लिए अमीनो एसिड संरचना क्या है कुल 10 अवशेष छात्र चार कुल 10 अवशेष छात्र दो सही 1 2 3 4 तो 4 by 20 यह 020 के बराबर है उदाहरण के लिए कुछ मामलों में यदि कोई एक अनुक्रम में दो बार दिखाई देता है इसका मतलब है कि हम उदाहरण के लिए इस विश्लेषण में एक पूर्वाग्रह का परिचय देते हैं ये क्रम दो बार दिखाई देता है अब पूरी तरह से कितने अवशेष 30 अवशेष सही 30 अवशेषों में से कितने एलानियां हैं छात्र 7 यह 7 है इसलिए अगर आप 023 पर अभी कंपोजीशन लेते हैं तो यह प्रतिनिधित्व है यदि आपके पास यह दूसरा क्रम दो बार है तो औसत एलेनिन क्या है पूरी तरह से 30 अवशेष छात्र 5 5 बाय 30 के बराबर 017 सही इसी तरह यदि आप अपने डेटासेट में वही या समान अनुक्रम शामिल करते हैं और हम जानकारी निकालते हैं तो आप एक पूर्वाग्रह को देख सकते हैं सही जो आपने इन समान अनुक्रमों या इसी तरह के अनुक्रमों के कारण प्रस्तुत किया है जो आप अपने डेटा सेट में शामिल कर रहे हैं चूंकि किसी भी विश्लेषण के लिए डेटासेट का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है जो एक दूसरे के साथ नॉन रेडंडान्त हैं तो इस नॉन रेडंडान्त को कैसे प्राप्त किया जाए नॉन रेडंडान्त अनुक्रमों का निर्माण कैसे किया जाए इसलिए जैव सूचना विज्ञान में विभिन्न दृष्टिकोण हैं सही मैं एक या दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों और नॉन रेडंडान्त डेटा सेटों के निर्माण के लिए उपलब्ध कुछ सॉफ्टवेयर की व्याख्या करूंगा सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर में से एक जिसे CD HIT कहा जाता है CD HIT क्लस्टर डेटाबेस को सहिष्णुता के साथ उच्च पहचान पर संदर्भित करता है तो यह कार्यक्रम क्या करता है इसलिए हमारा उद्देश्य नॉन रेडंडान्त अनुक्रम प्राप्त करना है उदाहरण के लिए यदि आपके पास 1000 अनुक्रम या 10000 अनुक्रम हैं आपको इस प्रारंभिक डेटा सेट से नॉन रेडंडान्त डेटा को निकालने की आवश्यकता है इसलिए यहां आपको ये क्रम और अच्छे देने होंगे क्योंकि इस मामले में हमें अनुक्रम से रेडुन्डंसे को हटाने की आवश्यकता है तो आप फास्टा प्रारूप को लेते हैं सही फास्टा प्रारूप हमने पहले चर्चा की थी यह प्रतीक की तुलना में अधिक greater than symbol से शुरू होता है इसलिए यह सभी अनुक्रमों को इनपुट के रूप में लेता है और यह अनुक्रमों का एक सेट देता है जो नॉन रेडंडान्त हैं जो उपयोगकर्ता की पसंद पर निर्भर करता है हम कट ऑफ निर्दिष्ट कर सकते हैं हम शब्द आकार निर्दिष्ट कर सकते हैं सही मैं अभी समझाता हूं और यह CD HIT सभी आपके अनुक्रमों को इनपुट के रूप में मानेगा और आपकी सुविधा या आपकी आवश्यकताओं के आधार पर यह आपको एक नॉन रेडंडान्त डेटासेट देगा तो यह एक अनुक्रम कैसे देता है कि यह रेडंडान्त अनुक्रम को खत्म करने के लिए एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथ्म का उपयोग करता है यह आपके अनुक्रम लेता है और कुछ क्लस्टर बनाता है और क्लस्टरिंग के आधार पर यह प्रत्येक क्लस्टर से अनुक्रमों को चुनने से नॉन रेडंडान्त लेगा इस कार्यक्रम का क्या उपयोग है क्यों यह CD हिट बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह प्रोग्राम डेटा सेट को संभालता है सही यहां तक कि अगर हमारे पास हजारों डेटा हैं तो यह विशाल डेटा सेट को संभाल सकता है और आपको बहुत जल्दी परिणाम दे सकता है फिर डाउनलोड करना आसान है और यह CD HIT हम परिणाम बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं तो आप अलग अलग अनुक्रम पहचान में नॉन रेडंडान्त अनुक्रम बनाने के लिए एक CD HIT का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए 40 प्रतिशत 50 प्रतिशत 60 प्रतिशत इत्यादि CD HIT का नुकसान यह अनुक्रम रेडुन्डंसे को प्रतिबंधित करने के लिए कुछ सीमाएं हैं या तो 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत तक आपके द्वारा ऑनलाइन उपयोग किए जाने वाले कार्यक्रम के आधार पर या आपको डाउनलोड करने योग्य संस्करण मिलता है तो यह केवल नुकसान है इसके अलावा यदि आप एक विशिष्ट अनुक्रम प्राप्त करना चाहते हैं जो 30 प्रतिशत तक है सही तो हम CD HIT का उपयोग कर सकते हैं और परिणामों को बहुत जल्दी प्राप्त करना आसान है आइए देखते हैं कि CD HIT कैसे काम करता है तो यह प्रोटीन अनुक्रम सेट का चयन करने के लिए ग्रीडी वृद्धिशील एल्गोरिथ्म का उपयोग करता है तो यह कुछ क्लस्टरिंग तकनीक लेता है प्रत्येक अनुक्रम को असाइन करने का सही प्रयास करता है और विशेष समूहों में बनाता है और फिर इनमें से किसी भी सुविधा की जांच करता है और आपके द्वारा बार बार और फिर से और फिर से दाईं ओर की सुविधाओं का उपयोग करते हुए इसे एक ग्रीडी एल्गोरिथ्म कहा जाता है जब तक कि विचलन नहीं होता है बहुत कम है हालांकि यह संतुष्ट नहीं है तो बार बार सही और दूसरे बेहतर समाधानों की तलाश करें और अपने नॉन रेडंडान्त अनुक्रम के लिए सबसे संभावित समाधान खोजें तो यह कैसे करता है यह एक अनुक्रम लेता है और हम उदाहरण के लिए पहचान को निर्दिष्ट कर सकते हैं 40 प्रतिशत और यदि यह विशिष्ट सीमा यदि यह सीमा से अधिक है उदाहरण के लिए 40 प्रतिशत जो त्याग दिया जाएगा तो फिर यह पहले लंबे अनुक्रम लेता है और फिर सबसे कम लोगों के साथ आगे बढ़ता है और अनुक्रम पहचान क्या है सही हमने पहले चर्चा की अनुक्रम पहचान छोटे अनुक्रम की लंबाई से विभाजित समान अवशेषों की संख्या है उदाहरण के लिए यदि आपके दो क्रम हैं यह अनुक्रम 1 है फिर अनुक्रम 2 तो अनुक्रम पहचान क्या है छात्र 6 ठीक यही है 2 3 4 5 6 6 by 10 यह 60 प्रतिशत के बराबर यदि दो अनुक्रम जो कि 40 प्रतिशत के लिए विशेष सीमा से अधिक हैं तो क्या हम दोनों पर विचार करेंगे या हम केवल 1 पर विचार करेंगे केवल 1 सही क्योंकि यह 40 प्रतिशत से अधिक है इसलिए दोनों को न रखें तो वे 1 रखते हैं और अन्य एक को छोड़ देते हैं यह इस तरह काम करता है तो अगर हम स्पष्ट एल्गोरिथ्म संरेखण लेते हैं तो हम अनुक्रम संरेखण के लिए किस एल्गोरिथ्म का उपयोग करते हैं छात्र BLAST सही है इसलिए BLAST का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है यदि आपके पास कई अनुक्रम हैं तो हजारों अनुक्रमों पर काम करता है यदि आप अनुक्रम संरेखण बनाना चाहते हैं पूर्ण अनुक्रम संरेखण यह बहुत समय लेने वाला है तो संरेखण बनाने और खोजने में बहुत समय लगता है इसकी पहचान है या नहीं तो यह पूर्ण अनुक्रमों को संरेखित किए बिना एक एल्गोरिथ्म को लागू करता है तो यह एक विशिष्ट सेट या विशिष्ट उपसमुच्चय लेता है और फिर देखता है कि क्या आप अवशेषों का कोई सबसेट पा सकते हैं जो दो अनुक्रमों के बीच समान हैं उदाहरण के लिए यदि दो अनुक्रम A और B उन्हें 90 प्रतिशत अनुक्रम पहचान माना जाता है तो कम से कम 8 अवशेषों जैसे कि डिकैप्टिड या 10 अवशेषों में से कम से कम एक पेप्टाइड है सही जो क्वेरी और डेटाबेस दोनों में उपलब्ध हैं यदि आप इन दो अनुक्रमों को देखते हैं जो समान या समान हैं या उच्च पहचान हैं तो आप अवशेषों के लंबे खिंचाव को देख सकते हैं जो उदाहरण के लिए एक दूसरे के समान हैं 100 अवशेष और पहचान 90 प्रतिशत है कितने अवशेष समान 90 अवशेष समान हैं छात्र 90 90 अवशेष समान हैं इस मामले में यदि आप अनुक्रम में देखते हैं तो कम से कम कुछ खंड यदि आप अवशेषों के बड़े खिंचाव को देखते हैं जो समान हैं हम उस धारणा को शुरू करते हैं वे केवल डिकैप्टप्टाइड्स को भी अलग अलग लंबाई का उपयोग करने की कोशिश करते हैं और देखें कि क्या कोई खंड सही है जो कि दोनों अनुक्रमों में समान हैं उन्हें पूर्ण संरेखण करने की ज़रूरत नहीं है अवशेषों के खिंचाव की तलाश करें जब वे देख रहे हैं तो वे मान लेते हैं कि वे 90 पहचान हैं क्या आपने देखा कि क्या कारण है क्यों अतिरेक के कारण कुछ खिंचाव होना चाहिए जो विभिन्न अनुक्रमों के बीच समान हैं फिर 85 प्रतिशत या 80 प्रतिशत या 75 प्रतिशत उदाहरण के लिए एक अलग अनुक्रम पहचान के साथ वे उदाहरण के लिए लंबाई को कम करने की कोशिश करते हैं 4 अवशेष या 5 अवशेष जैसे कि पेंटापेपाइड्स सही या टेट्रापेप्टाइड्स या ट्रिपपेप्टाइड्स और वे अधिक संख्या में खंड निर्धारित करते हैं उदाहरण के लिए यदि आप पेंटेप्टेप्टाइड लेते हैं तो वहां वे इलाज करेंगे जो उदाहरण के लिए हो सकते हैं 5 या 6 पेंटेपेप्टाइड्स न्यूनतम 5 पेंटेप्टेपिड्स वही तो आप कह सकते हैं कि इन दो अनुक्रमों में लगभग 85 प्रतिशत की पहचान है और दूसरा पहलू है जब वे वर्ड साइज कम करते हैं तो दक्षता घट जाती है सही क्यों छात्र इस वजह से क्योंकि अगर हमारे पास डाइपप्टाइड्स या ट्रिपपेप्टाइड्स हैं तो कई पेपिटाइड्स होने की संभावना है लेकिन वे समान नहीं हैं फिर भी आप कई ट्रिपपेप्टाइड्स या डिपप्टाइड्स देख सकते हैं वे एक दूसरे के समान हैं संभावना बहुत अधिक है यहां तक कि अगर आप समय की संख्या को सीमित करते हैं सही तो आप डिपप्टाइड्स या ट्रिपपेप्टाइड देख सकते हैं इसलिए उन्होंने लंबे खंडों के साथ शुरुआत की और खंडों को कम किया और फिर उन अवशेषों की पहचान करने के लिए खंडों की संख्या बढ़ाई जो एक दूसरे के समान या रेडंडान्त हैं तो वर्ड साइज है और दूसरा एक ही शब्दों की एक संख्या है अनुक्रम पहचान की पहचान करने की कोशिश करें कि दो स्थितियां एक वर्ड साइज और दूसरा एक समान शब्दों की संख्या कितनी बार समान शब्द दिखाई देते हैं अलग अलग स्थानों पर अलग तो CD HIT सही कैसे काम करता है यह क्लस्टरिंग तकनीकों का उपयोग करता है जिसमें से एक लोकप्रिय तकनीक है जिसे k साधन क्लस्टरिंग कहा जाता है कैसे k का मतलब है क्लस्टरिंग काम करता है यह क्लस्टर विश्लेषण का एक तरीका है जिसका उद्देश्य उदाहरण के लिए n टिप्पणियों का विभाजन करना है यदि आपके पास n अनुक्रम है सही तो n टिप्पणियों को सीमित संख्या के समूहों में उदाहरण के लिए यहाँ k क्लस्टर 5 क्लस्टर या 10 क्लस्टर कहते हैं जिसमें प्रत्येक अवलोकन निकटतम माध्य वाले क्लस्टर का है सही क्योंकि इस निकटतम माध्य के भीतर होना चाहिए उदाहरण के लिए यदि आपके पास n अवलोकन है जैसे x1 x2 xn सही k का अर्थ है क्लस्टरिंग सही इन n टिप्पणियों को अलग अलग सेटों की तरह k सेट में रखने का प्रयास करता है तो यह वर्गों के भीतर क्लस्टर राशि को कम करता है सही यदि आप समूहों के भीतर देखते हैं तो आप माध्य और किसी भी नए अनुक्रम को सही देख सकते हैं इन दो सुविधाओं के बीच की दूरी है सही और इसे न्यूनतम बनाना चाहिए तो किसी भी क्लस्टर को लें क्लस्टर के भीतर सभी प्रतिनिधि अनुक्रम न्यूनतम होना चाहिए ठीक इसलिए मैं यहां एक उदाहरण दिखाता हूं यहां उन्हें तीन अलग अलग क्लस्टर पसंद हैं और किसी भी अनुक्रम के लिए वे सबसे संभावित क्लस्टर का पता लगाने की कोशिश करते हैं और फिर एक बार एक क्लस्टर के साथ मिल जाने पर वे फिर से मूल्यों को बदल देते हैं फिर वे असाइन करते हैं अन्य अवशेष ताकि प्रत्येक क्लस्टर के लिए मूल्य न्यूनतम हो तो अंत में आप यहाँ इस एक क्लस्टर को देख सकते हैं यहाँ इस दूसरे क्लस्टर को और तीसरे क्लस्टर को डाल सकते हैं तो मैं एक एनीमेशन दिखा सकता हूं तो यहाँ हम n डेटा n अवलोकनों को जानते हैं इसलिए हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि आप कितने क्लस्टर बनाना चाहते हैं इस आंकड़े में हमारे पास सही था कि कितने क्लस्टर वांछित हैं 5 सही यहाँ k 5 के बराबर है सही 5 क्लस्टर इसलिए पहले बेतरतीब ढंग से वे 5 समूहों में डालते हैं और इन 5 समूहों के लिए औसत मूल्यों को देखने की कोशिश करते हैं और खुद को पुनर्व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं इसलिए आप किसी भी विशिष्ट क्लस्टर के लिए देख सकते हैं इसका मतलब यह है कि यह उस विशेष क्लस्टर के भीतर न्यूनतम होना चाहिए तो आप यहाँ क्लस्टर देख सकते हैं और आप यहाँ क्लस्टर देख सकते हैं तो वे 5 अलग अलग समूहों को देखेंगे हम अलग अलग पुनरावृत्तियों को देख सकते हैंसही ये बिंदु कैसे चलते हैं आप 5 तारों को एक साथ देख सकते हैं घूमते हुए सही और जब वे देखते हैं कि वे समूह बहुत सीमित अधिकार हैं तो विचलन बहुत प्रतिबंधित है तो वे विशेष समूहों में बना सकते हैं फिर हम प्रत्येक क्लस्टर से प्रतिनिधियों को लेते हैं ताकि वे किसी भी नॉन रेडंडान्त डेटा किसी भी अनुक्रम या किसी भी डेटा का निर्माण कर सकें तो विभिन्न विशेषताएं क्या हैं इन अनुक्रम को किसी विशेष क्लस्टर में कैसे प्राप्त करें कई तरीके हैं कई विशेषताएं हैं जो आप इन अनुक्रम को क्लस्टर करने के लिए सोच सकते हैं इसलिए एक हैमिंग दूरी है उदाहरण के लिए रचना के आधार पर यदि आप अनुक्रमों से निपटते हैं तो हमने विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा की अमीनो एसिड अनुक्रम के लिए हमने किन विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा की छात्र घटना छात्र रचना संरचना जोड़ी वरीयता आणविक भार हाइड्रोफोबिसिटी इसलिए कोई भी विशेषता जो आप उदाहरण के लिए गणना कर सकते हैं यदि आप गुण को हाइड्रोफोबिसिटी कहते हैं यदि आपके पास 100 अनुक्रम हैं तो आप सभी 100 अनुक्रम के लिए हाइड्रोफोबिसिटी की गणना कर सकते हैं और उदाहरण के लिए कुछ सीमाएं बना सकते हैं यह 10 और 12 किलो कैलोरी के बीच 12 और 14 किलो कैलोरी 14 से 16 किलो कैलोरी सही है जो हम एक साथ डाल सकते हैं तो आपको कितने सीक्वेंस की आवश्यकता है तो आप इन विभिन्न समूहों को तरीके से रख सकते हैं सही और फिर देख सकते हैं कि औसत मूल्य क्या है फिर अगर मैं कुछ भी जोड़ता या हटाता हूं तो ये मूल्य कैसे बदलते हैं और अगर इसे मानकीकृत किया जाता है तो आप प्रत्येक क्लस्टर से प्रतिनिधि प्राप्त कर सकते हैं